आपका फिर से स्वागत है तो पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने भाप शक्ति संयंत्र और भाप शक्ति चक्र पढ़ा है और विभिन्न उदाहरणों के साथ हमने मूल भाप शक्ति चक्र में विभिन्नताओं को देखा है अब भाप शक्ति संयंत्र ईंधन की ऊर्जा को उपयोगी कार्य में परिवर्तित करने के प्रमुख तरीकों में से एक है जो कि अंततः बिजली में परिवर्तित करती है और आधुनिक सभ्यता उस ऊर्जा पर बहुत हद तक निर्भर है जो हमें भाप शक्ति संयंत्र से मिलती है बड़ी मात्रा में ऊर्जा की मांग भाप शक्ति संयंत्र द्वारा आपूर्ति की जाती है एक और शक्ति चक्र जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है गैस टरबाइन शक्ति चक्र अब गैस टरबाइन बिजली चक्र या गैस टरबाइन चक्र का उपयोग न केवल एक जमीन पर स्थित संयंत्र में बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है बल्कि इसका उपयोग विशेष रूप से परिवहन में विमानन के लिए भी किया जाता है लेकिन हमारी चिंता गैस टरबाइन शक्ति चक्र की है जो बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होती है न कि किसी विमान के शक्ति चक्र के रूप में जब की काम करने के सिद्धांत काफी समान हैं तो भाप शक्ति संयंत्र मूल रूप से कोयले पर आधारित है लेकिन वहाँ भी अन्य ईंधन हो सकता है यहां तक कि तापीय ऊर्जा का परमाणु स्रोत भी हो सकता है गैस टरबाइन भी विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग कर सकते हैं विमानन उद्देश्य के लिए बल तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है लेकिन भूमि पर स्थित गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन हो सकते हैं ठोस ईंधन को जलाने से गर्म गैस मिल सकती है और वह गर्म गैस का उपयोग गैस टरबाइन के लिए भी किया जा सकता है इसके अलावा गैस कोयला परमाणु रिएक्टर भी गैस टरबाइन बिजली संयंत्र को तापीय ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता है यहां तक कि कोयले को गैस में रूपांतरित करके हम गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र चला सकते हैं इसलिए कई संभावनाएं हैं ईंधन और गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र आम तौर पर एक भाप बिजली संयंत्र की तुलना में कम भारी होते हैं तो गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र के अन्य फायदे हैं हालांकि इसे कुछ सीमाएं भी मिली हैं अब मैं क्या करना चाहूंगा यूट्यूब से आप देख सकते हैं अत्यधिक कुशल mg t 6200 और mg t 60 ने 6 MW उत्पादन श्रेणी में एक बेहतरीन उदाहरण स्थापित किया है आइए हम पहले mg t 6200 पर नज़र डालें यह एक ट्विन शेप मॉडल है जिसका उपयोग कम्प्रेसर के लिए यांत्रिक ड्राइव के रूप में किया जाता है उदाहरण के लिए कॉम्पैक्ट कोर इंजन 69MW का अधिकतम उत्पादन करता है यह 9522 हॉर्सपावर के बराबर है अर्थात अगर हम 95 गाड़ियों को लेते हैं जिसमें प्रत्येक गाड़ी की क्षमता 100 हॉर्सपावर के बराबर है तो उन सब को मिलाकर उत्पन्न होने वाली हॉर्सपावर हमें प्राप्त होगी Mg t 62100 में मूल रूप से दो खंड शामिल हैं बाईं ओर उच्च दबाव टरबाइन के साथ गैस जनरेटर और दाईं ओर शक्ति या कम दबाव टरबाइन जो एक चर गति पर गैस जनरेटर के स्वतंत्र रूप से चलता है दूसरे शाफ़्ट की बदौलत एक बाहरी ड्राइव से गैस टरबाइन शुरू होता है इस मामले में यह एक बिजली की मोटर है जो उच्च दाब टरबाइन के शाफ़्ट को चलाती है और इसके साथ ही 11 स्टेज का एक्सियल कंप्रेसर इस पर लगा होता है उच्च दबाव टरबाइन द्वारा संचालित कंप्रेसर दहन के लिए आवश्यक हवा को अंदर लेने और संकुचित करने का कार्य करता है 6 दहन कक्षों के अंदर हवा को ईंधन गैस के साथ मिलाया जाता है और मिश्रण प्रज्वलित किया जाता है गरम निकलने वाली गैस उच्च और निम्न दबाव विस्तार करते हुए दोनों टर्बाइन को चलाती हैं आइए हम इस प्रक्रिया पर करीब से नज़र डालें घूमने वाली गति के कारण एक्सियल कंप्रेसर के ब्लेड हवा को टकराते हैं उन्होंने इसे प्रक्रिया में संकुचित करते हुए टरबाइन संचालित किया जाता है एक प्रवाह बनाया जाता है जो हवा का प्रवेश आवरण और फिर अक्ष के साथ गुजरता है 15 बार के दबाव में वृद्धि का अर्थ है कि हवा 6 दहन कक्षों में लगभग 15 गुना अधिक ऑक्सीजन के साथ बहती है ये कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही ये एडवांस कमबस्टर संपीड़ित हवा के साथ ईंधन गैस को कक्ष में जाने से पहले अच्छे से मिश्रित करते हैं बाद में इस मिश्रण को प्रज्वलित किया जाता है और बेहद कम उत्सर्जन के साथ जलता है ईंधन गैस हवा के मिश्रण की मात्रा दहन की गर्मी के कारण कई गुना अधिक हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप यह उच्च दबाव टरबाइन के ब्लेड की दो पंक्तियों के माध्यम से पहले और फिर निम्न दबाव पर संचालित टरबाइन के माध्यम से उच्च गति से बहती है इस प्रकार दोनों शाफ्ट चलते है निकास गैसों एक डिफ्यूजर के माध्यम से निकास आवरण में प्रवाहित होती हैं लगभग 460oC के उच्च तापमान का अभी भी उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए भाप उत्पन्न करने के लिए शक्ति टरबाइन के शाफ्ट को 12600 आरपीएम की नाममात्र गति की 45 से 105 की गति सीमा में गैस जनरेटर से स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा सकता है और इस प्रकार वह अपने आप को संचालित होने वाली मशीन की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर लेता है हालाँकि इस तरह की लचीली गति सीमा शक्ति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक नहीं है यही कारण है कि mgt 6200 बनाया है यह एक शाफ्ट मॉडल एक विद्युत जनरेटर चलाता है इसलिए मैंने कुछ प्रकार के गैस टरबाइन बिजली संयंत्र के एनीमेशन के साथ शुरुआत की है जो यूट्यूब से लिया गया है संदर्भ दिया गया है और इसका कुछ प्रासंगिक हिस्सा आपको दिखाया गया है और फिर मुझे लगता है कि हम चक्र आरेख और विभिन्न घटकों वगैरह की विषय में जानने के लिए सक्षम होंगे तो मूल रूप से एक गैस टरबाइन बिजली संयंत्र में वायु परिवेश वातावरण से लिया जाता है और यह एक कंप्रेसर में जाता है तो हवा संकुचित होती है फिर उसके बाद संपीड़ित हवा को किसी प्रकार के दहन कक्ष में भेजा जाता है और इसमें ईंधन की आपूर्ति की जाती है तो ईंधन एक तरल ईंधन हो सकता है दहन होता है गैस का उच्च दबाव था अब यह अब उच्च तापमान पर है और फिर यह टरबाइन में चला जाता है इतनी उच्च दबाव और उच्च तापमान वाली गैस जब टरबाइन के माध्यम से फैलती है तब टरबाइन काम करता है न केवल टरबाइन कंप्रेसर को चलाने के लिए काम का उत्पादन करता है बल्कि यह अतिरिक्त कार्य भी पैदा करता है जिसका उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है या इसका उपयोग सीधे कुछ चलाने के लिए किया जा सकता है एनीमेशन में देखें उन्होंने बताया कि टरबाइन का उपयोग किसी अन्य कंप्रेसर या कुछ ऐसी प्रणाली को चलाने के लिए किया जा सकता है लेकिन बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है और फिर टरबाइन के माध्यम से विस्तारित दहन के गर्म उत्पाद ने टरबाइन को कुछ मात्रा में ऊर्जा दी लेकिन इसमें अभी भी कुछ उच्च तापमान होगा जो टरबाइन से बाहर निकलेगा तो यह नुकसान हो रहे ऊर्जा की वसूली के लिए एक संभावित स्रोत है इसका उल्लेख आपके द्वारा देखे गए एनीमेशन में भी किया गया है तो यह वास्तविक चक्र है जो गैस टरबाइन में होता है और दहन का उत्पाद जो परिवेश वातावरण में जाता है तो चक्र एक खुला चक्र है क्योंकि कार्यशील तरल पदार्थ के रूप हवा को लिया जाता है इसकी दहन के बाद रासायनिक संरचना में बदलाव होता है इसलिए इसे एक बंद चक्र में नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि काम करने वाले तरल पदार्थ को या भाप को ऊर्जा प्रदान करने के लिए दहन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है लेकिन आदर्शीकरण के लिए हम मानते है कि यह एक बंद चक्र है और इस तरह के चक्र को वायु मानक चक्र कहा जाता है तो वायु मानक चक्र के लिए हम क्या मानेंगे कि कंप्रेसर हवा ले रहा है और वह संकुचित हो रही है और फिर यह हवा और गर्मी एक्सचेंजर से गुजर रही है जहां दहन नहीं हो रहा है लेकिन इसे किसी उपयुक्त स्रोत से जोड़ा जा रहा है उसके बाद वह गर्म उच्च दबाव गैस एक टरबाइन में जाती है और उसका विस्तार होता है टरबाइन कंप्रेसर को चलाता है और काम की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करता है जो कुछ काम करने के लिए उपयुक्त है शायद बिजली का उत्पादन फिर कम दबाव कम तापमान वाली गैस जो दूसरे हीट एक्सचेंजर से गुजरती है जहां गर्मी को खारिज कर दिया जाता है और यह चक्र की शुरुआत में अपने तापमान पर वापस आ जाता है यह स्थिति बिंदु एक पर है और फिर से कंप्रेसर पर जाता है तो यह एक मूल गैस टरबाइन चक्र है और इस चक्र को ब्रेटन चक्र या जूल चक्र कहा जाता है जैसा कि मैंने मानक चक्र के लिए कहा है कि हम मान रहे हैं कि गैस को गर्म करने के लिए हीट एक्सचेंजर में गर्मी को जोड़ा जा रहा है और टरबाइन से निष्कासित गैस से गर्मी को खारिज किया जा रहा है आगे अगर हम चक्र आरेख के बारे में सोचते हैं तो चक्र आरेख इस तरह दिखता है मैंने चक्र आरेख को दो अलग अलग ऊष्मागतिकी सतह में दिखाया है P v सतह में 1 से 2 तक दबाव में वृद्धि होती है मूल रूप से यह कंप्रेसर की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है फिर दबाव में कोई भी बदलाव हुए बिना 2 से 3 तक गर्मी बढ़ जाती है फिर 3 से 4 तक विस्तार होता है एक आदर्श चक्र के लिए संपीड़न और विस्तार दोनों को आइसेंट्रोपिक या प्रतिवर्ती एडियाबेटिक प्रक्रिया माना जाता है फिर 4 से 1 हीट एक्सचेंजर पर गर्मी अस्वीकृति होती है टरबाइन से निकास गैस गर्मी को खारिज कर देगी और फिर से यह एक बिंदु पर वापस आ जाएगी और चक्र जारी रहेगा उसी प्रक्रिया का Ts आरेख दिखाया गया है इस चक्र की विशेषता यह है कि विस्तार और संपीडन प्रक्रियाएँ आइसेंट्रोपिक प्रक्रियाएँ हैं लेकिन गर्मी जोड़ प्रक्रिया और गर्मी अस्वीकृति प्रक्रिया इन दोनों के दौरान दबाव में कोई बदलाव नहीं होता हैं तो इसके साथ हम हवा मानक ब्रेटन चक्र की दक्षता की गणना करना चाहेंगे तो तापीय दक्षता जिसे 1 में से कम तापमान पर अस्वीकार कर दी गई गर्मी को चक्र को दी गई गर्मीQH से विभाजित करके प्राप्त की गई मात्रा जोकि QLQH है उसे घटाकर पाया जा सकता है यह दोनों प्रक्रियाएं एक निरंतर दबाव प्रक्रिया है तो Cp ∆T गर्मी की अस्वीकृति करने वाली मात्रा है और इसी तरह हमें गर्मी की वह मात्रा मिलेगी जो की जोड़ी जा रही है और फिर किसी तरह की जोड़ तोड़ से हमें इस तरह का सूत्र मिलेगा फिर हमें चक्र में दबाव अनुपात क्या मिलता है आइए हम पीछे वापस जाएं कंप्रेसर में हवा का दबाव P1 से P2 तक बढ़ जाता है उसके बाद एक स्थिर प्रक्रिया एक निरंतर दबाव प्रक्रिया होती है तो P2 P3 फिर टरबाइन में गैस को P3 से P4 तक खारिज कर दिया जाता है तो अनिवार्य रूप से हम P2 P3 और P4 P1 प्राप्त करते हैं इसलिए इस तथ्य का उपयोग करते हुए P3P4 P2P1 लिख सकते हैं और फिर हवा मानक चक्र के लिए हम मानते हैं कि गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है इसलिए दबाव और तापमान के बीच हमें इस तरह का संबंध मिला है और फिर अलग अलग तापमान के लिए हम इस तरह के किसी रिश्ते का पता लगा सकते हैं और उसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जिसे उष्मागतिकी की सभी पुस्तकों में उल्लिखित किया जाता है जिससे हम तापीय दक्षता प्राप्त कर सकते हैं दबाव अनुपात और स्थिर k के संदर्भ में तो दबाव अनुपात मैं आपको बताता हूं कि दबाव अनुपात क्या है दबाव P1 से P2 तक बढ़ाया जाता है तो P2P1 को चक्र का दबाव अनुपात कहा जाता है तो दबाव अनुपात के संदर्भ में हम इसे प्राप्त करेंगे और फिर एक और शब्द है k k मूल रूप से CpCv है और आदर्श गैस के लिए इसका हम मूल्य जान सकते हैं यदि यह एक डायटोमिक गैस है तो यह 14 है तो इसके साथ ही हमारे पास चक्र दक्षता होगी तो आप देख सकते हैं कि चक्र दक्षता केवल दबाव अनुपात पर निर्भर है यह हम दबाव अनुपात से बदल सकते हैं इसे अधिकांश ऊष्मागतिकी पुस्तक में rp द्वारा दर्शाया गया है तो तापी अध्यक्षता दबाव अनुपात और k पर निर्भर है k CpCv है इसके साथ ही हम अगले आंकड़े पर आते हैं जैसा कि हमने शुरुआत में बताया है आइए हम कुछ स्लाइड्स पर वापस जाते हैं इसलिए हालांकि यह आदर्श चक्र है वास्तविक चक्र इस तरह है खुला चक्र वास्तविक चक्र खुला चक्र है और अधिकांश गैस टरबाइन खुले चक्र में संचालित होता है बंद चक्र के कुछ उदाहरण हैं जो ज्यादा नहीं है तो इस खुले चक्र में हम जो पा सकते हैं वह यह है कि टरबाइन से निकास गैस जो बाहर आ रही है और जिसमें पर्याप्त मात्रा में तापीय ऊर्जा होगी और जाहिर है यह परिवेश के माहौल में जा रही है और यह ऊर्जा का संभावित नुकसान का उदाहरण है इसलिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं तो इस ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने का जरूर ही कोई तरीका होना चाहिए और यही वायु मानक ब्रेटन चक्र को संशोधित करके किया जाता है आइए हम उस आरेख पर वापस जाएं जो हमने देखा है लेकिन हम अब इसे समझा सकते हैं जो हो रहा है वह इस तरह है निकास गैस जो बाहर आ रही है इसका उपयोग दहन कक्ष में जाने से पहले आने वाली हवा को गर्म करने के लिए किया जा सकता है इसलिए मूल रूप से यहां मैंने तीन उपकरणों को दिखाया है जो कि वायु मानक ब्रेटन चक्र को संशोधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले या अन्य तीन सिद्धांतों के लिए उपयोग किए जाते हैं इसलिए हमारे पास ऊर्जा का बेहतर रूपांतरण होगा ऊर्जा का बेहतर उपयोग होगा और इस चक्र से हमारा अधिक उत्पादन होगा तो पहले इस तरह है यही मैंने समझाया है लेकिन इससे पहले एक और सिद्धांत है जिसका हमने उपयोग किया है यह इस प्रकार है जिस हवा को हमें संपीड़ित करना है और जितना अधिक इसे संपीड़ित करेंगे उतना भी बेहतर होगा क्योंकि इससे हमारे पास उच्च ऊर्जा की उच्च मात्रा होगी क्योंकि हमने देखा है कि चक्र की दक्षता तापीय क्षमता दबाव अनुपात पर निर्भर है अधिक दबाव अनुपात से चक्र दक्षता अधिक होगी लेकिन अधिक दबाव अनुपात प्राप्त करने के लिए कंप्रेसर को अधिक कार्य की आवश्यकता होगी लेकिन जैसे ही हम इसे संपीड़ित करते हैं गैस संपीड़न अधिक से अधिक कठिन होता जाता है आगे संपीड़न मुश्किल हो जाता है क्यों क्योंकि जब हम गैस को संकुचित करते हैं तो गैस का तापमान भी बढ़ जाता है और गर्म गैस को संकुचित करना मुश्किल हो जाता है और यही कारण है कि हमारे पास उत्तरोत्तर अधिक कार्य की आवश्यकता होगी अगर हम अधिक संपीड़न या एक उच्च संपीड़न अनुपात चाहते हैं तो हम संपीड़न को विभिन्न चरणों में कर सकते हैं यहाँ मैंने दो चरण दिखाए हैं शुरू में गैस को कुछ दबाव मूल्य के लिए संकुचित किया जाएगा इसका तापमान बढ़ जाएगा फिर अगर हम गैस को ठंडा करते हैं और अगले चरण में अगर हम एक कम तापमान वाली गैस को संपीड़ित करते हैं तो हम उतना ही काम में खर्च करेंगे हमें एक उच्च दबाव अनुपात मिलेगा या कंप्रेसर द्वारा आवश्यक काम में कमी आएगी अब क्या होता है एक चीज की सराहना करना बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने पहले रैंकिन चक्र में देखा है रैंकिन चक्र में भी द्रव का दबाव बढ़ाना है और वहां हम एक पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं गैस टरबाइन चक्र के मामले में भी यहाँ दबाव बढ़ाना है हम एक कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं रैंकिन चक्र में हम एक तरल को संपीड़ित करते हैं जिसके लिए हमें बहुत कम मात्रा में काम की आवश्यकता होती है कभी कभी पंप के काम की भी उपेक्षा की जाती है लेकिन ब्रेटन चक्र के मामले में हम कुछ प्रकार की गैस को संकुचित करते हैं जो एक संपीड़ित तरल पदार्थ है और यहां हमें संकुचित करने के लिए बहुत बड़े काम की आवश्यकता होती है जब तक मेरे कंप्रेसर अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं जब तक कि हम इंटरकूलर वगैरह द्वारा संपीड़न कार्य का ध्यान नहीं रखते हैं तब तक हमारा गैस टरबाइन चक्र स्पर्धात्मक नहीं होगा यह बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा जो ऊर्जा टरबाइन द्वारा उत्पादित की जाएगी गर्मी का अधिकांश भाग संपीड़न द्वारा खपत किया जाएगा इसलिए इंटर इंटरकूलिंग महत्वपूर्ण है फिर इंटरकूलिंग का मतलब है जब हम गैस को संपीड़ित कर रहे हैं तो हम इसे विभिन्न चरणों में ठंडा कर रहे हैं समान सिद्धांत विस्तार के मामले में लागू होता है हम क्या करते हैं बुनियादी ब्रेटन चक्र में हम गैस को दहन कक्ष में या किसी हीट एक्सचेंजर में आदर्श स्थिति में गर्म करते हैं और उसके बाद हम इसे एक टरबाइन में विस्तारित करते हैं अब जब हम इसे मूल चक्र में एक टरबाइन में विस्तार करने दे रहे हैं तो यह दिखाया गया है कि विस्तार एक चरण में एक टर्बाइन में किया जाता है लेकिन अगर हम इसे कई चरणों में कर सकते हैं इसका मतलब है कि गैस को कुछ बिंदु तक विस्तारित किया जाएगा फिर यह तापमान प्रदान करके फिर से बढ़ाया जाएगा आइए हम एक और दहन कक्ष कहते हैं और कुछ और ईंधन जलाते हैं लिहाजा विस्तार भी चरणों में किया जाएगा बीच में हमारे पास गर्मी प्रदान की जाएगी इसलिए हम अधिक काम कर सकते हैं दक्षता संयंत्र की दक्षता जो बढ़ती चली जाएगी और अंत में इसके बाद हम जो कर रहे हैं जब टरबाइन के अंतिम चरण से निकास गैस निकल रही है इस निकास गैस में तापीय ऊर्जा होगी और हम गैस को गर्म करने के लिए हीट एक्सचेंजर में उपयोग कर रहे हैं जो कि कंप्रेसर के अंतिम चरण से बाहर आ जाएगी तो वह गर्म गैस दहन कक्ष में जाएगी जिससे दहन क्षमता बढ़ जाती है हमें दहन कक्ष में कम मात्रा में ईंधन की आपूर्ति करनी होगी फिर भी हमें ऊर्जा की समान मात्रा प्राप्त होगी क्योंकि हम गर्म निकास गैस से ऊर्जा का एक हिस्सा उपयोग कर रहे हैं इसलिए एक गैस टरबाइन चक्र के लिए जो कि इंटरकुलिंग रीहीट और रीजनरेशन का उपयोग करता है हम इसकी दक्षता बढ़ा सकते हैं तो मूल रूप से हम पाते हैं कि शायद ही कभी गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र का उपयोग स्टैंडअलोन उपकरण के रूप में किया जाता है शायद ही हम एक सामान्य बुनियादी गैस टरबाइन चक्र या प्रारंभिक वापसी चक्र का उपयोग करेंगे प्रारंभ में ब्रेटन चक्र जो हमने दिखाया है उसमें हमारे पास किसी प्रकार के संशोधन होंगे और मूल रूप से इन तीन संशोधनों पर विचार किया जाता है संपीड़न के विभिन्न चरणों के बीच एक आपका इंटर कूलिंग है और फिर रीहिटिंग है जिसमें विस्तार के पहले चरण के बाद या विस्तार के कुछ चरण के बाद गैस को गर्म किया जाता है फिर एक रीकुपेरटर या रीजनरेटर के माध्यम से गर्मी विनिमय होता है हम दहन कक्ष में जाने से पहले गैस को कंप्रेसर के अंतिम चरण से बाहर निकाल सकते हैं और गर्म कर सकते हैं मूल चक्र आरेख जो हमें मिला है इसे समझाने में बस कम समय लगेगा मूल चक्र आरेख जो हमें मिला है वह इस प्रकार है आइए हम pv आरेख पर विचार करें तो यह मूल ब्रेटन वायु मानक ब्रेटन चक्र 1 2 3 4 है जो हमें मिला है और यहां आप देख सकते हैं कि यह आपका 𝑄̇ in है और यह आपकी गर्मी अस्वीकृति है या 𝑄̇ out है अब इन संशोधनों के साथ हमें जो मिलेगा वह इस तरह है कि यह संपीड़न का पहला चरण है फिर किसी प्रकार की इंटर कूलिंग होगी और फिर संपीड़न का अगला चरण होता है और फिर यह निरंतर दबाव पर ताप को बढ़ाया जाता है यह विस्तार का पहला चरण है और उसके बाद रीहिटिंग और फिर यह विस्तार के अगले चरण में जाता है अब गर्मी की मात्रा जिसे अस्वीकार कर दिया गया है इसका हिस्सा अब हवा को गर्म करने के लिए लिया जाएगा जो संपीड़न के अंतिम चरण से बाहर आ रही है तब केवल इतनी मात्रा में हम दहन कक्ष में या किसी बाहरी स्रोत से गर्मी को जोड़ रहे हैं तो यह pv से पहले जैसा है और फिर हम कम मात्रा में गर्मी को भी खारिज कर रहे हैं इसलिए यह स्पष्ट रूप से चक्र की तापीय दक्षता को बढ़ाता है इसलिए मूल चक्र और ब्रेटन चक्र के कुछ संशोधन जिनके बारे में हमने चर्चा की है उसके आधार पर हम उन अवधारणाओं की तरफ आगे बढ़ पाएंगे जहां ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत और अपशिष्ट ऊष्मा वसूली सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए इसके साथ मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं और इस तरह हम अपनी गैस टरबाइन चक्र की चर्चा के अंत में आते हैं